आपका पुनः स्वागत है यह व्याख्यान संख्या 49 है तथा आज हम जिओमेट्रिक तथा अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी तथा मेट्रिसेस की सिमिलेरिटी के बारे मे बात करेंगे तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी क्या होती है तो लेम्डा 𝜆 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन मे लेम्डा 𝜆 के रूट की मल्टीप्लीसिटी होती है ओर जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी लेम्डा 𝜆 के आइगनस्पेस की डाइमैन्शन के बराबर होती है इसका अर्थ है की आइगनवेल्यू लेम्डा 𝜆 के करस्पोंडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या है तो यह वह दो संख्याएँ है जिनका प्रयोग अब हम लेम्डा 𝜆 की मल्टीप्लीसिटी को बताने के लिए करेगे क्योकि हमने कुछ उदाहरणो मे देखा है की सभी केरेक्ट्रीस्टिक रूट्स आइगनवेल्यूस रिपिट होती है तो इसलिए अब हम अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी की सहायता से इसे कुवांटिफ़ाय कर सकते है तो यदी कोई रूट 3 टाइम्स आता है तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी उस विशेष रूट के लिए 3 होगी तथा जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी करस्पोंडिंग आइगनवेल्यू लेम्डा 𝜆 के आइगनस्पेस की डिटर्मिनेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या के बराबर होगी तो इन दो क्लासिफिकेशन के साथ हम आगे बढ़ते है परंतु आगे बढ़ने से पहले ध्यान दे की यह जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी सदेव अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी से कम या बराबर होती है यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है जिसे हम प्रूव कर सकते है परंतु इसके लिए डाइगोनलाइज़ेशन आदि का थोडा अधिक ज्ञान आवश्यक है तो हम इस परिणाम को अभी प्रूव नहीं करेगे हम इसे हमेशा ध्यान रखेगे की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी हमेशा अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी से कम या बराबर होती है अर्थात उदाहरण के लिए यदि कोई विशेष रूट कोई विशेष आइगनवेल्यू 3 टाइम्स आती है तब करस्पोंडिंग जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी अर्थात लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती वह 3 के बराबर या कम ही होगी तो सर्वप्रथम हम उदाहरणों की सहायता से हम देखेगे की क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है तो इस स्थिति मे हम इस मेट्रिक्स की आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस को ज्ञात करेगे तो इस मेट्रिक्स के लिए हम आइगनवेल्यू तथा आइगनवेक्टर ज्ञात करेगे हम पूर्व के व्याख्यानों मे भी इन्हे ज्ञात कर चुके है तो हम अब आइगनवेल्यूस ज्ञात करने की गणना को जानते है तो सर्वप्रथम हमे इस मेट्रिक्स की केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन detA 𝜆I0 को लिखना होगा तथा इस मेट्रिक्स के लिए हम इस डिटर्मिनेंट की गणना करेगे तो डिटर्मिनेंट होगा ⇒2−𝜆𝜆−2𝜆−80 तो मैं इस भाग को छोड़ रही हूँ क्योकि इस व्याख्यान मे यह आवश्यक नहीं है हमने यह पूर्व के व्याख्यानों मे पहले ही देख लिया है तो हमारे पास क्या है हमारे पास इस मेट्रिक्स की यह ⇒2−𝜆𝜆−2𝜆−80 केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन पास है तो हम यह देखते है की दो भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस है तथा एक 2 टाइम्स है तो इसका अर्थ हुआ 𝜆228 तो यह आइगनवेल्यू 2 दो टाइम्स आए है तथा यह 8 एक बार तथा यही हमने अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी के बारे मे डिस्कस किया था तो इस की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 होगी क्योकि यह यहाँ 2 टाइम्स आया है तथा 8 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 होगी क्योकि यह एक बार आया है तो इस प्रकार हम अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी निकालते है तथा जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी करस्पोंडिंग ज्ञात करने के लिए हमे इन आइगनवेल्यूस के आइगनवेक्टर से बनाने वाले आइगनस्पेस को निकालना होगा तो इस 𝜆8 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर तो याद करे की यह 𝜆8 एक बार आया था अब क्योकि हमे पता है की इस स्थिति मे जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है क्योकि इस 𝜆8 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 है तो हम बिना आइगनवेक्टरस की गणना किए भी कह सकते है की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 होगी क्योकि निश्चितरूप से 𝜆8 के करस्पोंडिंग एक आइगनवेक्टर होगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा तो यहाँ दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस नहीं हो सकते यह परिणाम है जिसमे अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी हमेशा जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी से बड़ी होती है तो यहाँ हम पहले से ही जानते है की यहा दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टरस नहीं हो सकते यह एक ही होने चाहिए क्योकि 𝜆8 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 है तथा फ़ाउंडेशन के अनुसार इसका कम से कम एक आइगनवेक्टर होना चाहिए तो हमारे पास A 𝜆I है तथा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है अतः हमे हमेशा नॉन ट्रिवियल हल प्राप्त होगा इस इक्वेशन A 𝜆I0 के लिए तो निश्चितरुप से यहाँ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर होगा परंतु यहाँ इस स्थिति मे हम देखेगे की दो नहीं हो सकते तो यहाँ यह A 𝜆I है तो A की डाइगोनल एंट्रीस मे से 𝜆8 को सबट्रेक्ट किया गया था तथा हमारे पास 𝑥1𝑥2𝑥3T आया तथा राइट हेंड साइड मे वेक्टर 000T है तो यह स्थिति है यह इस मेट्रिक्स के इकुवेशनस के सिस्टम का रॉ रिड्यूसड इक्लोन रूप है ओर अब हम देखते है की यह पिवोट एलीमेंट है ओर यहाँ हमारे पास यह भी पिवोट एलीमेंट है तो पहले दोनों कॉलमस मे पिवोट एलीमेंट है ओर इस तीसरे कॉलम मे नहीं है तो यह इस वेक्टर के इस x3 कॉम्पोनेंट के करस्पोंडिंग है तथा इसे हम फ्री वेरिएबल की तरह ले सकते है तो यहाँ एक ही फ्री वेरिएबल होगा जो की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी के 1 होने से भी स्पष्ट होता है की दो फ्री वेरिएबल नहीं हो सकते तो फ्री वेरिएबलस की संख्या हमे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस के बारे मे बताती है तो यहाँ हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस नहीं हो सकते है तो हमे पहले ही पता है की यहाँ इस स्थिति मे केवल एक फ्री वेरिएबल होगा यहाँ दो फ्री वेरिएबल नहीं हो सकते तो यह x3 फ्री वेरिएबल है जिसे हम ले सकते है इसे लेकर हम x1 तथा x2 को इसके पदो मे ज्ञात कर सकते है तो यह अकेला आइगनवेक्टर होगा जो की लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अन्य कोई भी आइगनवेक्टर जो हम के किसी भी मान के लिए लिखेगे वह 2 1 1T पर डिपेंडेंट होगा तो इस स्थिति मे हमारे पास केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर है तथा इसलिए हम कह सकते है की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी जो की लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या होती है यहाँ 𝜆8 के करस्पोंडिंग 1 होगी तो 𝜆8 की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 है तो यह यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या होगी तब हमारे पास आइगनवेल्यू 𝜆2 है तथा ध्यान रखिए की यह 2 टाइम्स आयी है अतः इसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 होगी तो इस स्थिति में संभावना है की इसके करस्पोंडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या 2 हो सकती है मेरे कहने का अर्थ है कि यह अधिकतम 2 हो सकते है या 1 भी हमे पहले से यह ज्ञात नहीं हो सकता है हमे इसकी गणना करनी पड़ेगी क्योकि हम इस आइगनवेल्यू को देख कर नहीं बता सकते कि इसके करस्पोंडिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस है परंतु हम क्या बता सकते है की इसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 थी तथा हम जानते है की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 या 2 से कम हो सकती है तो इस स्थिति मे हम जानते है की लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या 1 या 2 हो सकती है तो चलिए इसकी गणना करते है तो यह A 𝜆I है तो हमे लिनियर इकुवेशनस का यह सिस्टम तथा इसे रिड्यूसड इक्लोन रूप मे बदलने पर हमे प्राप्त होता है

हमे इस लिनियर इकुवेशनस के सिस्टम की यह रो रिड्यूसड इक्लोन प्राप्त होती है ओर अब हम यह आइडेंटिफ़ाय कर सकते है की हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस हो सकते है तो यहाँ यह 2 पिवोट एलीमेंट है तथा कॉलम संख्या 2 मे पिवोट नहीं है साथ ही यहाँ भी हमारे पास पिवोट नहीं हैं तो यहाँ केवल एक पिवोट होगा कॉलम संख्या 1 मे तो यहाँ x2 तथा x3 फ्री वेरिएबल होगे तो यहाँ अब फ्री वेरिएबल होगे हम इन्हे कोई भी वैल्यू प्रदान कर सकते है हमारे पास अब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस होगे क्योकि इनकी संख्या फ्री वेरिएबलस के बराबर होती है तो इस स्थिति मे हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस होगे तथा हम इसे लिखेगे तो हमे यह दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस प्राप्त होगे तो यह एक तथा यह एक कोई भी देख सकता है की यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो 𝜆2 के करस्पोंडिंग अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 होगी क्योकि यह 2 टाइम्स आया है तथा हमे इसकी जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी भी पता है जो की 2 है तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी तथा जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी दोनों ही 2 है जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती परंतु इस स्थिति मे हमारे पास इकुवेलीटी है तो इस 𝜆2 की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 है क्योकि हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस है इस लेम्डा 𝜆 बराबर 2 के करस्पोंडिंग तो यह उदाहरण 2 है जहां हम के आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस ज्ञात करेगे तथा इस स्थिति मे कोई भी यह गणना आसानी से कर सकता है की आइगनवेल्यूस डाइगोनल एंट्रीस होगे क्योकि यह लोवर ट्रायंगल मेट्रिक्स है हमारी सारी आइगनवेल्यूस डाइगोनलस पर स्थित है तो हमारे पास आइगनवेल्यूस 𝜆2 2 3 है तथा ट्रांगुलर मेट्रिक्स के डाइगोनल एलिमेंट्स आइगनवेल्यूस होते है तो यह 𝜆223 हमारे आइगनवेल्यूस है अब हम 𝜆2 के लिए आइगनस्पेस की गणना करेगे पुनः मेरा अर्थ है कि यही हम इस 2 के लिए अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 तथा 3 की 1 होगी तो अब आप जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी ज्ञात करने के लिए यहाँ आइगनस्पेस की गणना करना चाहते है तो यहाँ आइगनस्पेस A 𝜆I तो यहाँ हम 2 को सभी डाइगोनल एंट्रीस मे से सबट्रेक्ट करेगे तो यहाँ हमे 0 मिलेगे 0 यहाँ 1 यहाँ तो अब यह मेटरिक्स A 𝜆I है तो हम यहाँ क्या देखते है हम यह कर सकते है हम रॉ को इंटरचेंज कर सकते है तथा तब हमारे पास यह इकलोन रूप आता है रॉ रिड्यूसड इक्लोन रूप मे हम 0 को इस प्रकार नीचे ले सकते है तो हम आसानी से यहाँ इस इक्लोन रूप मे कन्वर्ट कर सकते है तथा हम देखेगे की यहा पर 2 है यहाँ पर 2 पिवोट एलीमेंटस है तो यह पिवोट एलीमेंट होगा तथा यह भी पिवोट एलीमेंट होगा जब हम इसे इक्लोन रूप मे कन्वर्ट करेगे तो यहाँ इस प्रथम व तृतीय कॉलम मे पिवोट एलीमेंट है तथा यह x2 फ्री वेरिएबल होगा तो यह x2 फ्री वेरिएबल होगा इसका अर्थ हुआ की केवल एक फ्री वेरिएबल होगा तथा हमे केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर प्राप्त होगा परंतु अब हमे जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 मिलती है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योकि मैंने पहले ही बताया था की हम अनुमान नहीं लगा सकते की कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस होगे इसलिए हमे उनकी गणना करनी पड़ेगी हमे जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी के अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी से कम या बराबर होने के परिणाम से क्या पता चलता है यह की इस 2 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 है तो हमे पता है की यहाँ अधिकतम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस हो सकता है यहाँ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस नहीं हो सकते है उदाहरण के लिए इस स्थिति मे परंतु हम यह नहीं जानते की यह 1 या 2 होगे तो हमने का देखा पिछले उदाहरण मे जबकि अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 थी तथा जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी भी 2 थी इस स्थिति मे अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 है परंतु जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 है तो यहाँ जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 है क्योकि हमारे पास केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर है तथा इस 2 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 है क्योकि यह 2 टाइम्स आया है इस 𝜆3 के आइगनस्पेस पर आते है तो हम जानते है की केवल एक होगा तो तो इस स्थिति मे हम जानते है की यहाँ केवल एक फ्री वेरिएबल होगा क्योकि अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 है तो हमे 1 से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर नहीं प्राप्त होगा तो यदि यहाँ हम A 𝜆I0 की गणना करे तो हमे यह मिलेगा तथा जब हम इस सिस्टम को हल करेगे तो हम देखते है की इस स्थिति मे 2 पिवोट्स है जब हम इसे 0 बनाते है तो यह पिवोट बन जाता है क्योकि यह 0 नहीं है इस स्थिति मे तो इस स्थिति मे आपके पास 2 पिवोट एलिमेंट्स तथा 1 फ्री वेरिएबल है तो इसलिए x3 के करस्पोंडिंग यह अल्फा है तथा x1 व x2 दोनों मेट्रिक्स के स्ट्रक्चर के कारण 0 हो जाते है तो हमे 001T हल प्राप्त होगा तथा जैसा की आशा है या इस 𝜆3 की करस्पोंडिंग केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेल्यू है तो इस 𝜆3 की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 होगी तथा अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी भी 1 होगी इस स्थिति मे एक अन्य उदाहरण मे हम लेम्डा 𝜆 बराबर विशिष्ट मेट्रिक्स के लिए हम आइगनस्पेस की डाईमेन्शन ज्ञात करेगे इस स्थिति मे पुनः हमे केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन लिखनी होगी अर्थात A 𝜆I0 तो इस स्थिति मे हम क्या देखते है की केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन 𝜆 I30 होगी तो हमारे पास यह 3 रूट्स 111 होगे अर्थात इस लेम्डा 𝜆 बराबर 1 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 3 है तो हमारे पास एक उदाहरण है जहां सभी आइगनवेल्यूस समान है जो 3 टाइम्स आती है जब हम आइगनस्पेस की गणना करना चाहते है तो हमे इस इक्वेशन A 𝜆I0 के आइगनवेक्टरस की गणना करनी होगी तो इस स्थिति मे क्या होगा तब इस A 𝜆I0 की डाइगोनल एंट्रीस से हमे तो यहा डाइगोनल भी 0 होगा तथा हमारे पास यह सरल उदाहरण है तथा इस स्थिति मे केवल 1 पिवोट होगा तो इस पहले कॉलम मे पिवोट है तथा दूसरा व तीसरा फ्री वेरिएबलस है तो यह पिवोट एलिमेंट होगा तथा ओर कोई नहीं तो हमारे पास फ्री वेरिएबल है तो यहाँ दो फ्री वेरिएबलस होगे अर्थात 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस है तो यहाँ ⇒𝑥2𝛼1 𝑥3𝛼2 𝑥1−𝛼2 तो हमारे पास है तो यहाँ 1 आइगनवेल्यू है जो 3 टाइम्स आया है तो इस लेम्डा 𝜆 बराबर 1 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 3 तथा जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 होगी तो यह 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो आइगनस्पेस की डाईमेन्शन 2 है या इस लेम्डा 𝜆 बराबर 1 की जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 होगी तो पुनः जबकि यह 3 टाइम्स आया है फिर भी यह डाईमेन्शन 2 आती है ना 3 ओर न ही 1 परंतु यहाँ संभव वैल्यू 3 या 2 या 1 भी हो सकती थी इस उदाहरण मे पुनः हमने इस आइडैनटिटि मेट्रिक्स को लिया है तो A बराबर इस आइडैनटिटि मेट्रिक्स के आइगनस्पेस की डाईमेन्शन हमे ज्ञात करनी है ओर यदि हम इसके केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन को लिखे तो हमे 𝜆 130 मिलेगे तो पुनः हमारे पास 111T है जो की इस आइगनवेल्यू की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 3 है तो इस 1 के करस्पोंडिंग अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 3 है तथा अब यदि हम जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी ज्ञात करना चाहे तो यह बहुत रुचिकर होगी तो A 𝜆I0 द्वारा आइगनस्पेस की गणना कि जाएगी तथा इसलिए जब हम इस आइगनवेल्यू 1 को डाइगोनल एंट्रीस मे से सबट्रेक्ट करते है तो हमे यह 0 मेट्रिक्स मिलेगा तथा पुनः x1x2x3T भी 0 मेट्रिक्स के बराबर होगा तो इस स्थिति मे हम क्या देखते है की यहाँ कोई पिवोट नहीं है यहाँ कोई पिवोट नहीं है तथा सभी वेरिएबलस x1x2x3T फ्री वेरिएबलस है तो हम चुन सकते है हम x1x2x3T को कोई भी वैल्यू दे सकते है तथा जो हमने अभी देखा वह एक बहुत विशेष स्थिति थी की हमे 0 मेट्रिक्स मिलती है जब A माइनस लेम्डा 𝜆 I तथा तब हमारे पास x1x2x3T को कुछ भी चुनने की स्वतन्त्रता है तो जो भी हम देना चाहे तथा हम ⇒𝑥1𝛼1 𝑥2𝛼2 𝑥3𝛼3 लेते है क्योकि तीनों फ्री वेरिएबलस है तथा तब यह तो इस स्थिति मे 𝜆1 के करस्पोंडिंग हमारे पास तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस है तो 𝜆1 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी 3 थी तथा इस स्थिति मे जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी जो की आइगनस्पेस की डाईमेन्शन है 3 होगी तो हमने इस उदाहरण मे देखा की यदि यह 3 टाइम्स आता है यह संभव है की हम पूरी डाईमेन्शन प्राप्त कर पाएगे यहाँ आइगनस्पेस की डाईमेन्शन 3 है उतनी बार जितनी बार 𝜆 आया है परंतु उस परिणाम के अनुसार यह 3 से ज्यादा नहीं हो सकते तथा स्वाभाविकरूप से यहाँ यह क्योकि डाईमेन्शन जो की पूरी डाईमेन्शन है क्योकि एलिमेंट्स R3 से है तथा हमे डाईमेन्शन 3 से ज्यादा नहीं मिल सकती इस अर्थ मे भी हम निष्कर्षित कर सकते है यहाँ एक कान्सैप्ट है मेट्रिसेस सिमिलारेटी जिसे यहाँ इंट्रड्यूस करेगे तथा हम अगले व्याख्यान मे इस पर चर्चा को जारी रखेगे तो एक n×n की मेट्रिक्स B एक n×n की मेट्रिक्स A के सीमिलर कहलाती है यदि BP 1AP हमारे पास हो यदि हमारे पास मेट्रिक्स A तथा B मे इस प्रकार का संबंध है तो हम A को B के सीमिलर या B को A के सीमिलर कहते है तथा यह P किस प्रकार का होना चाहिए P कोई नोंसिंगुलर मेट्रिक्स यदि P 1 एक्जिस्ट करता हो मेरा कहने का अर्थ है की यदि मेट्रिक्स P नोंसिंगुलर है तो P इनवर्स का अर्थ होता है तो यदि हमारे पास इन दो मेट्रिसेस B तथा A के मध्य यह संबंध हो की BP 1 AP तब हम कहेगे की यह दोनों मेट्रिसेस सीमिलर है हमने सीमिलर शब्द का प्रयोग क्यो किया इसकी कुछ प्रॉपर्टीस को हम आज ही देखेगे की यह A तथा B बहुत सी समान प्रॉपर्टीस को रखते है आइगनवेक्टर आइगनवेल्यू तथा अन्य कोंसिडरेशनस मे भी जिनहे हम अलगले व्याख्यान मे देखेगे तो आज हम देखेगे की यदि B A के सीमिलर है तब B की आइगनवेल्यूस A के समान होती है तथा यदि x A का आइगनवेक्टर है तो yP 1x B का आइगनवेक्टर होगा करस्पोंडिंग आइगनवेल्यू के लिए इसका अर्थ हुआ की यदि हमे किसी एक के आइगनवेल्यू तथा आइगनवेक्टर ज्ञात हो तो हम दूसरे के आइगनवेक्टर तथा आइगनवेल्यू ज्ञात कर सकते है वास्तव मे उनके आइगनवेल्यू तथा आइगनवेक्टर समान होते है साथ ही वह केवल yP 1xP हमने इसका पहले ही परिचय दिया था सीमिलर t की परिभाषा मे तो हम क्या लेते है की मानिए की यह 𝜆 A की आइगनवेल्यू है तथा A के सीमिलर हमारे पास मेट्रिक्स B है तो सर्वप्रथम संबंध है की 𝜆 A की आइगनवेल्यू है तथा x करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर है तो हमारे पास 𝜆xAx संबंध है तथा अब हम क्या करेगे हम इस P 1 से मल्टीप्लाय करेगे तो राइट हेंड साइड मे हमारे पास P 1 होगा पी वह मेट्रिक्स है जिसके बारे मे हम सिमिलरिटी की बात की है तो हमारे पास P 1Ax है तथा यहाँ भी P 1 है तो लेम्डा 𝜆 कोंस्टेंट है तो वहाँ हमारे पास P 1x होगा तथा तब हम क्या करेगे हमारे पास 𝜆P 1x है P 1A हम पुनः इस आइडैनटिटि मेट्रिक्स को इंट्रड्यूस करेगे 𝜆𝑥𝐴𝑥 ⇒𝜆𝑃−1𝑥𝑃−1𝐴𝑥 ⇒𝜆𝑃−1𝑥𝑃−1𝑃𝑃−1𝑥𝑃−1𝐴𝑃𝑃−1𝑥 ⇒𝑃−1𝑥𝐵𝑃−1𝑥 तो 𝜆 B की आइगनवेल्यू है तथा 𝜆 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर P 1x होगा एक अन्य परिणाम जो हम वास्तव मे देख चुके है हमारे प्रथम परिणाम मे A तथा B स्कवेर सीमिलर मेट्रिसेस है तब उनके समान केरेक्ट्रीस्टिक पोलीनोमीयल होगे तो हमने यह भी देखा है की इनकी समान आइगनवेल्यूस होगी तो यदि उनके समान आइगनवेल्यूस है तो इसका अर्थ है की उनके केरेक्ट्रीस्टिक पोलीनोमीयल भी समान होगे परंतु यह देखने का एक अन्य तरीका है तो हम लेते है 𝐵𝑃−1𝐴𝑃 det𝐵−𝜆𝐼𝑑𝑒𝑡𝑃−1𝐴𝑃−𝑃−1𝜆𝐼𝑃 det 𝑃−1𝐴−𝜆𝐼𝑃 det𝑃−1det𝐴−𝜆𝐼det𝑃 det𝐴−𝜆𝐼 तो हम क्या देखते है की इस detB 𝜆I का डिटर्मिनेंट detA 𝜆I के डिटर्मिनेंट के बराबर है तो इनका केरेक्ट्रीस्टिक पोलीनोमीयल समान होगा दूसरे शब्दों मे हम कह सकते है की इन A तथा B की आइगनवेल्यूस समान होगी तथा पूर्व की स्लाइड मे हमने आइगनवेक्टरस मे संबंध को भी देखा है निष्कर्ष पर आते है तो इस व्याख्यान मे हमने अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी की बात की यह ओर कूछ नहीं बल्कि आइगनवेल्यू के आने की संख्या है तथा हमने जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी को भी देखा जो की किसी आइगनवेल्यू से असोसिएटेड लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस की संख्या है तथा सदेव यही स्थिति रहती है कि जिओमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी अल्जेब्रिक मल्टीप्लीसिटी से कम या बराबर होती है तथा हमने सीमिलर मेट्रिक्स की भी बात की अर्थात B तथा A सीमिलर कहलाती है यदि हमारे पास संबंध BP 1AP हो किसी इन्वेर्टिब्ल मेट्रिक्स P के लिए तो यह वह संदर्भ है जिनका प्रयोग व्याख्यान मे किया गया है तथा आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद